अभिनंदन और टीएएलजी के मॉड्यूल 1 की इकाई 18 में आपका स्वागत है पहले की इकाई में हम समझ गए थे कि कैसे एक कोर्स आउटकम को लिखना है और प्रत्येक कोर्स आउटकम को उसके साथ जुड़े PO और PSO कॉग्निटिव स्तर ज्ञान श्रेणियों और कक्षा सत्रों की संख्या के साथ टैग करना है सही प्रकार के CO को तैयार करना एक मॉड्यूल का मुख्य बिंदु है जो OBE है केवल लेखन कोर्स आउटकम छात्रों या संकायों की मदद कर सकते हैं या नहीं हमें यह पता लगाने की आवश्यकता है कि उन्हें किस हद तक प्राप्त किया गया है आप कुछ करना चाहते हैं यही आपका उद्देश्य है और छात्र पढ़ते हैं और वे परीक्षा लिखते हैं लेकिन इस प्रक्रिया में क्या वे वास्तव में CO में शामिल होते हैं NAAC आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए हम कोर्स आउटकम की प्राप्ति की गणना करते हैं और इस कोर्स आउटकम का उपयोग करके हम CO के आसपास क्वालिटी लूप को बंद करते हैं क्वालिटी लूप पहले की इकाइयों में समझाया गया है हम वास्तव में अब यह पता लगाएंगे कि इस क्वालिटी लूप को कैसे बंद किया जाए समीक्षा यदि आप एक पाठ्यक्रम के परिप्रेक्ष्य से लेते हैं तो हर पाठ्यक्रम की पहचान क्रेडिट से जुड़ी है जैसे कि 3 0 0 3 0 1 या 4 0 0 और जैसा कि कुछ पाठ्यक्रमों के मामले में देखा गया है यह 5 1 0 और इत्यादि भी हो सकता है जहां तक 3 क्रेडिट कोर्स का सवाल है हम प्रति कोर्स 6 कोर्स आउटकम एक कोर्स के लिए लिखते हैं यह 8 7 या 5 हो सकता है और कभी कभी यह 9 की ओर भी जा सकता है हमें बहुत छोटी संख्या नहीं लिखनी चाहिए और न ही बहुत बड़ी संख्या और शिक्षण सप्ताह की संख्या के आधार पर एक 3 क्रेडिट कोर्स में लगभग 42 से 48 कक्षा सत्र हैं इसी प्रकार 4 क्रेडिट कोर्स में लगभग 56 से 64 कक्षा सत्र होते हैं इस पर जबकि विश्वविद्यालय या संस्थान शिक्षण सप्ताह की संख्या तय करते हैं लेकिन 3 क्रेडिट कोर्स का मतलब 42 और 48 कक्षा सत्रों के बीच होना है और एक पाठ्यक्रम को POs और PSOs के साथ टैग किया जाता है हमने विकासात्मक जीव विज्ञान पर एक पाठ्यक्रम का एक उदाहरण दिखाया जहाँ हमने सभी CO को लिखा और कोर्स को संबोधित करते हुए PO और PSO की पहचान की प्रत्येक CO से जुड़े कॉग्निटिव स्तर और प्रत्येक से जुड़ी ज्ञान श्रेणियां CO और कक्षा सत्रों की संख्या जैसा कि हमने देखा है कि यहाँ 9 थे और यह 45 सत्रों तक जोड़ता है सभी COs के लिए कक्षा सत्रों की संख्या एक जैसी आवश्यक नहीं है अब क्वालिटी लूप की प्राप्ति से हम क्या समझते हैं यहाँ एक कोर्स है और कोर्स के कई कोर्स आउटकम हैं और फिर पहली बात यह है कि इन कोर्स आउटकम को प्राप्त करने के लिए मुझे किस लक्ष्य को निर्धारित करना है बेशक सभी छात्र 100 प्रतिशत प्रदर्शन प्राप्त नहीं करेंगे और एक कक्षा में हमारे पास छात्रों का मिश्रण है और हमारे पास अन्य संसाधन मुद्दे भी हैं इसलिए हमें जो करना है वह यह है कि हमें प्रत्येक कोर्स आउटकम के लिए यथार्थवादी लक्ष्य निर्धारित करना होगा उच्चतम संदर्भ 1 या 100 प्रतिशत हो सकता है जो भी संख्या आप चुनना चाहते हैं हम कहते हैं कि 100 प्रतिशत उच्चतम है फिर मैं कुछ उचित टारगेट निर्धारित करूंगा अब एक टारगेट निर्धारित किया है कोर्स आउटकम की पहचान की है शिक्षक कक्षा सत्र आयोजित करता है या इंस्ट्रक्शन दीया जाता है और इन आउटकम का एसेसमेंट पैटर्न के माध्यम से मूल्यांकन किया जाता है इसका मतलब है कि आप कुछ घोषित पैटर्न के अनुसार आकलन करना चुनते हैं और फिर एसेसमेंट पैटर्न यह निर्धारित करेगा कि हम किस प्रकार के एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करने जा रहे हैं हम परीक्षण पेपर या अंतिम सेमेस्टर परीक्षा जैसे एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट का उल्लेख कर सकते हैं और एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट बदले में छात्रों को CO अटेनमेंट निर्धारित करते हैं पाठ्यक्रम से आपके पास कोर्स आउटकम हैं एक एसेसमेंट पैटर्न की पहचान करें और फिर उसी अनुरूप एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करें और एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में छात्र के प्रदर्शन को किसी प्रकार की संख्या में एक साथ जोड़ दिया जाता है और इस संख्या की टारगेट के साथ तुलना की जाती है इसलिए यदि पूरी कक्षा टारगेट को पूरा करती है CO अटेनमेंट में अंतर 0 होगा लेकिन हम आम तौर पर एक टारगेट निर्धारित करते हैं जिसे प्राप्त करना प्रस्तावित है लेकिन वास्तव में प्राप्य नहीं है तो टारगेट और छात्रों के वास्तविक प्रदर्शन के बीच कुछ अंतर हो सकता है और इस CO अटेनमेंट गैप को बंद करने की योजना बनानी चाहिए इसका मतलब है कि आप पाते हैं कि छात्रों ने एक CO के संबंध में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है और एक शिक्षक के रूप में आपको पता होगा कि कक्षा में क्या क्या हुआ है या कहाँ छात्रों को कठिनाई होती है फिर कक्षा में अपने अनुभव के आधार पर आप लूप को बंद करने की योजना बनाते हैं इसका मतलब है मैं चाहता हूं कि अगले बैच के छात्र टारगेट को पूरा करने में बेहतर प्रदर्शन करें कभी कभी हम वास्तव में टारगेट को पूरा करते हैं छात्र वास्तव में टारगेट को पूरा करने के लिए अच्छा प्रदर्शन करते हैं या आप टारगेट से अधिक प्रदर्शन करते हैं ऐसे मामले में आप क्या करते हैं टारगेट एनहैंसमेंट इसलिए समय के साथ क्वालिटी लूप को बंद करने का पूरा उद्देश्य यह है क्योंकि एक शिक्षक के रूप में मैं अपने छात्रों और संसाधनों की क्षमताओं के संबंध में विषय को समझता हूं मैं लगातार उनके प्रदर्शन में सुधार कर सकता हूं इसलिए समय की अवधि में मैं लगातार सुधार कर रहा हूं यह निरंतर सुधार किसी भी मान्यता प्रक्रिया के लक्ष्यों में से एक है विभाग या कार्यक्रम को प्रदर्शित करना चाहिए कि यह छात्रों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए लगातार काम कर रहा है इसके अलावा छात्र CO अटेनमेंट attainment बदले में PO PSO मैट्रिक्स के माध्यम से PO PSO अटेनमेंट का निर्धारण करेगा मैं अपना टारगेट कैसे निर्धारित करूं इस अटेनमेंट मापन के लिए कोई भी सार्वभौमिक रूप से स्वीकृत लक्षित टारगेट निर्धारित करने या टारगेट अटेनमेंट की गणना करने की कोई विधि नहीं है तो यथोचित सही तरीके से करने के कई तरीके हो सकते हैं निरपेक्ष तरीके से ऐसा कुछ नहीं है हम आपको कुछ तरीके प्रस्तुत करते हैं संस्थान या कॉलेज एक उपयुक्त विधि का चयन करेंगे या वे जो मानते हैं वह उनकी स्थिति के लिए उपयुक्त है और फिर संस्थान में सभी कार्यक्रमों में इसका पालन करें आपके पास एक कोर्स के लिए एक विधि और दूसरे कोर्स के लिए एक अन्य विधि नहीं हो सकती है या एक प्रोग्राम एक विधि है जो बहुत से आंतरिक अंतरों को जन्म देगा जो स्वस्थ नहीं है याद रखना चाहिए एक पूर्ण सही विधि या विशिष्ट विधि की तरह कुछ भी नहीं है जिसे सार्वभौमिक रूप से पालन करने की आवश्यकता है आप एक उचित विधि का पालन करते हैं जिसे विस्तृत या ठोस नहीं करना है बल्कि लगातार इसका पालन करना है जो कि अधिक महत्वपूर्ण है लगातार इसका पालन करने से आप इस बात पर नज़र रख पाएंगे कि हम किस हद तक लगातार सुधार कर रहे हैं उदाहरण 1 एक ही टारगेट एक पाठ्यक्रम के सभी COs के लिए पहचाना जाता है उदाहरण के लिए टारगेट यह हो सकता है कि कक्षा का औसत अंक 60 अंक से अधिक या उसके बराबर होना चाहिए इसका मतलब है मुझे व्यक्तिगत CO में कोई दिलचस्पी नहीं है मैं सिर्फ एक टारगेट उठाता हूं मेरा छात्र 60 प्रतिशत से बेहतर प्रदर्शन करने में सक्षम होना चाहिए उदाहरण 2 "टारगेट सभी CO के लिए समान हैं और छात्रों के विभिन्न समूहों के प्रदर्शन स्तर के संदर्भ में निर्धारित हैं क्योंकि हम हमेशा छात्रों से उनकी क्षमताओं के संदर्भ में कुछ वितरण की उम्मीद करते हैं अलग अलग प्रदर्शन करने की संभावना है लेकिन मैं एक उचित वितरण चाहता हूं उदाहरण के लिए 80 प्रतिशत से अधिक पाने वाले छात्रों का प्रतिशत कम से कम 10 होना चाहिए 65 और 80 के बीच अंक लाने वाले छात्रों का प्रतिशत 30 है 50 से अधिक और 65 से कम अंक लाने वाले छात्रों का प्रतिशत 40 है 50 से कम अंक लाने वाले छात्रों का प्रतिशत 10 है और निश्चित रूप से यह 10 40 30 और 10 एक खेद है यह 100 तक नहीं जोड़ता है लेकिन आप संख्याओं को समायोजित कर सकते हैं और हमें कहते हैं 10 40 40 और 10 इसलिए मैं इस तरह से उनके प्रदर्शन के संदर्भ में छात्रों के वितरण की उम्मीद कर रहा हूं उदाहरण 3 अलग अलग कोर्स आउटकम्स के लिए मेरे पास अलग अलग टारगेट हैं और छात्रों का वितरण भी तो यह बहुत अधिक जटिल है और अधिक विस्तृत है यह आज के उपलब्ध सॉफ़्टवेयर टूल किसी भी प्रकार के तंत्र का उपयोग करके किया जा सकता है जिसे आप चुन सकते हैं और यह तदनुसार छात्रों के प्रदर्शन की गणना करेगा और आपको टेबल देगा उदाहरण 4 प्रत्येक पाठ्यक्रम के प्रत्येक CO के लिए अलग से टारगेट निर्धारित किए जाते हैं क्योंकि तर्क यह है कि सभी CO में एक ही स्तर की कठिनाई या जटिलता नहीं हैं कुछ केवल वर्णनात्मक हो सकते हैं और कुछ में बड़ी संख्या में अवधारणाएँ शामिल हो सकती हैं और बहुत सारे कम्प्यूटेशनल प्रयास शामिल होते हैं आप पूरे COs के संबंध में छात्रों से समान प्रदर्शन की उम्मीद नहीं कर सकते इसलिए यहां हमने विभिन्न CO के लिए अलग अलग टारगेट की पहचान की है वे 75 से 55 तक कहीं भी भिन्न होते हैं लेकिन यहां हम वास्तव में विभिन्न प्रतिशत प्रदर्शन के तहत छात्रों के बीच प्रदर्शन के वितरण का संकेत नहीं दे रहे हैं इसलिए इन 4 में से बड़ी संख्या में संकाय के समूहों के साथ काम करने के बाद हमें उदाहरण 4 मिला है इस तरह के टारगेट निर्धारित करना प्रत्येक CO के लिए अलग अलग टारगेट में विस्तार की कुछ मात्रा है और लागू करने के लिए बहुत जटिल नहीं है तो यह आपको पर्याप्त मात्रा में विस्तार और प्रबंधनीय देता है यह मानते हुए कि हम टारगेट अटेनमेंट के 4 प्रकार के उदाहरण का अनुसरण कर रहे हैं एक और मुद्दा है CO की अटेनमेंट को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से मापा जा सकता है डायरेक्ट CO अटेनमेंट सभी प्रासंगिक असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में छात्रों के प्रदर्शन से निर्धारित होती है जैसा कि हमने पहले ही कहा था हम एक संस्थान में पालन की जाने वाली नियमित एसेसमेंट गतिविधियों के अलावा किसी भी अन्य गतिविधियों का प्रस्ताव नहीं दे रहे हैं हम छात्रों से यह पूछने के लिए कि वे टारगेट प्राप्त कर चुके हैं या नहीं यह पता लगाने के लिए एक और परीक्षा लिखने के लिए कहने की कोशिश नहीं कर रहे हैं इसलिए सभी एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में छात्रों के प्रदर्शन से COs की डायरेक्ट अटेनमेंट निर्धारित की जाती है COs की इनडायरेक्ट अटेनमेंट जो वास्तव में NAAC मान्यता के अनुसार ऐच्छिक है इसकी आवश्यकता पाठ्यक्रम के एग्जिट सर्वे से निर्धारित की जा सकती है इसे फीडबैक प्राप्त करने के लिए संकाय सदस्य द्वारा चुना जा सकता है एग्जिट सर्वे इस तरह से आयोजित किया जाना चाहिए कि शिक्षक को पूरे COs पर छात्रों से प्रतिक्रिया प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए जो वह उपयोग कर रहा है आप सीधे पूछ नहीं सकते कि आपने CO 1 को स्पष्ट रूप से समझा है या आप CO 3 के संबंध में अच्छा प्रदर्शन कर पाए हैं आपको विषय की प्रकृति के आधार पर इस तरह से पूछना होगा कि आप वहां से निष्कर्ष निकाल सकें जिस तरह का प्रदर्शन छात्रों ने परीक्षण लिखते समय महसूस किया कुछ अर्थों में आप सभी COs के छात्रों से इनडायरेक्टली फीडबैक प्राप्त कर रहे हैं जैसा कि इस इनडायरेक्ट माप की कंप्यूटेशन जटिल है यह सटीक के बजाय सांकेतिक भी है व्यक्ति इनडायरेक्ट अटेनमेंट को उच्च महत्व नहीं दे सकता है हम आमतौर पर सुझाव देते हैं कि लगभग 10 प्रतिशत ठीक है 90 प्रतिशत डायरेक्ट अटेनमेंट के लिए है और लगभग 10 प्रतिशत इनडायरेक्ट अटेनमेंट के लिए है डायरेक्ट CO अटेनमेंट हमारे पास कई स्थितियाँ हैं सेमेस्टर की अंतिम परीक्षा का आयोजन और मूल्यांकन विश्वविद्यालय द्वारा अपने सभी संबद्ध कॉलेज के लिए एक केंद्रीयकृत तरीके से या उस संस्थान के भीतर एक स्वायत्त कॉलेज में किया जाता है इसलिए आपके पास देश में कई स्वायत्त संस्थान हैं लेकिन फिर भी जैसा कि हमने उल्लेख किया कि कॉलेजों की संख्या जो विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं अभी भी लगभग 90 प्रतिशत से अधिक हैं स्वायत्त संस्थान के मामले में विभाग के पास पाठ्यक्रम में प्रत्येक छात्र द्वारा प्राप्त सभी अंकों तक पहुंच होगी CIE कंटीन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन बनाम सेमेस्टर अंत परीक्षा का आनुपातिक महत्व 2575 या कभी कभी 2080 4060 या 50 50 भी हो सकता है बहुत कम ही यह 5050 से अधिक होता है सेमेस्टर अंत परीक्षा के संबंध में सामान्य रूप से बहुत अधिक विकल्प नहीं है एक परीक्षा है जो लगभग 3 घंटे के लिए दी जाती है और 3 घंटे की परीक्षा में छात्र का प्रदर्शन 50 प्रतिशत महत्व के लिए लिया जाता है लेकिन CIE के संबंध में उपयोग किए जाने वाले एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट की संख्या प्रशिक्षक और कभी कभी विभाग द्वारा तय की जाती है प्रत्येक पाठ्यक्रम के लिए प्रत्येक शिक्षक CIE के संबंध में एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट के स्वयं के वितरण का अनुसरण कर सकता है या एक विभाग कह सकता है कि विभाग के प्रत्येक पाठ्यक्रम में दो परीक्षण होंगे और एक असाइनमेंट या तीन परीक्षण होंगे जिनमें से तीन परीक्षण औसत होंगे कंटीन्यूअस इंटरनल इवैल्यूएशन के संबंध में कई भिन्नताएं हो सकती हैं हमने पहले ही एंडरसन ब्लूम टैक्सोनॉमी टेबल में एलाइनमेंट के बारे में उल्लेख किया है जहां एक कोर्स आउटकम एक विशेष सेल में स्थित है और संबंधित असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट और इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज भी उसी सेल में स्थित हैं इसे एलाइनमेंट कहा जाता है उदाहरण के लिए CO5 को लें जिस तरह से इसे व्यवस्थित किया गया है वह स्वीकार्य नहीं है क्योंकि CO5 एनालाइज कांसेप्चुअल श्रेणी में स्थित है और उस विशेष सेल में कोई एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट नहीं है और न ही इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज इसमें की जाती हैं जबकि CO4 इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटी एक ही सेल में स्थित है लेकिन एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में से कोई भी उस में नहीं है तो यह भी स्वीकार्य नहीं है एलाइनमेंट मुद्दे को हल किया जाना चाहिए उदाहरण के लिए CO 4 को लें एसेसमेंट आइटम्स का कुछ प्रतिशत CO 4 में हो सकता है और मेरे पास अभी भी निचले कॉग्निटिव स्तरों में कुछ एसेसमेंट आइटम्स हो सकते हैं तो यह कुछ ऐसा है जिसे आपके सभी एसेसमेंट इंस्ट्रूमेंट को डिजाइन करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए एसेसमेंट पैटर्न किसी भी एसेसमेंट आइटम्स को टैग किया जाना चाहिए प्रश्न या एसेसमेंट आइटम्स 1 अंक या 2 अंक या कभी कभी 5 अंक या 10 अंक ले सकता है कुछ मामलों में लोगों ने 8 और 16 अंक भी उपयोग किए इसलिए प्रत्येक एसेसमेंट आइटम्स को कॉग्निटिव स्तर कोर्स आउटकम और अंकों की संख्या के साथ टैग किया जाना चाहिए इसलिए यदि आप OBE को लागू करना चाहते हैं और यदि आप वास्तव में यह भी स्थापित करना चाहते हैं कि कोर्स आउटकम वास्तव में छात्रों द्वारा प्राप्त किए जाते हैं तो इसके साथ सभी एसेसमेंट आइटम्स को टैग करने की आवश्यकता होती है आंतरिक मूल्यांकन मान लेते हैं हम एक साधारण मामला लेते हैं जहां एक असाइनमेंट A1 है और फिर दो परीक्षण T 1 और T 2 हैं और 25 प्रतिशत महत्व जो आंतरिक मूल्यांकन जारी रखने के लिए दिया जाता है उसी तरह वितरित किया जाता है असाइनमेंट के 5 अंक होते हैं परीक्षा 1 होती है 10 अंकों की और परीक्षा 2 होती है 10 अंकों की और यहां पाठ्यक्रम की प्रकृति भी होती है उदाहरण के लिए यदि आप विकासात्मक जीव विज्ञान लेते हैं तो यह ज्यादातर रिमेंबर और अंडरस्टैंड में आता है वास्तव में इतना कुछ नहीं है लागू करने वाला यह पाठ्यक्रम की प्रकृति है 5 अंक आवंटित किए जाते अंडरस्टैंड की श्रेणी को यह फिर से मेरी पसंद है मैं अभी भी अंडरस्टैंड के लिए असाइनमेंट में केवल 4 अंक और रिमेंबर के लिए 1 अंक ले सकता हूं तो हम कहते हैं कि असाइनमेंट हम आम तौर पर उच्चतम कॉग्निटिव स्तर पर देखते हैं तो उस के लिए 5 अंक और परीक्षण 1 के लिए 10 अंक मैं इसे 7 अंकों के रूप में वितरित करता हूं अंडरस्टैंड के लिए रिमेंबर के लिए 3 अंक यही बात का मैं परीक्षण 2 में पालन करूंगा उदाहरण के लिए एक शिक्षक के रूप में आप एक 2 और 8 या 1 और 9 का चयन कर सकते हैं या आप 6 और 4 कह सकते हैं जिस भी तरह से आप चुन सकते हैं इसलिए यहां पर्याप्त विविधता संभव है और शिक्षक विषय की प्रकृति के आधार पर अपने निर्णय ले सकता है इसका मतलब है परीक्षण 1 में मैं संबंधित CO से अंडरस्टैंड के लिए संबंधित प्रश्नों के लिए 10 में से सात अंक आवंटित करता हूं एसेसमेंट पैटर्न से हमारा यह अभिप्राय है उदाहरण 2 जहाँ इसमें अप्लाई है और यहाँ मेरे पास असाइनमेंट 1 असाइनमेंट 2 परीक्षण 1 और परीक्षण 2 है जिसका अर्थ है कि मैं CIE को दिए गए 40 प्रतिशत महत्व की बात कर रहा हूँ परीक्षण 1 में मेरे द्वारा संबोधित CO की संख्या सीमित है क्योंकि हम सेमेस्टर के प्रारंभिक भाग के बारे में बात कर रहे हैं जबकि परीक्षण 2 आपने समय के साथ कई और CO को कवर किया है तो अंकों का वितरण इसी तरह के CO और उनके साथ जुड़ी कॉग्निटिव गतिविधियों के प्रकार पर निर्भर कर सकता है तो यहां एक उदाहरण है 2 7 6 जहां परीक्षण 2 के लिए 1 8 6 आदर्श रूप से सभी SEE और CIE उपकरणों में टैग किया जाना चाहिए संबद्ध कॉलेजों के मामले में शिक्षक केवल CIE से जुड़े असेसमेंट आइटम्स को टैग कर सकता है जब तक कि विश्वविद्यालय टैगिंग की इस पद्धति का पालन करने का फैसला नहीं करता है और CO के अनुसार अंक भी एकत्र कर रहा है अभी ज्यादातर विश्वविद्यालय इसका पालन नहीं करते हैं क्योंकि यह फिर से बहुत सारी गतिविधि है और बहुत व्यवस्था की जरूरत हैं जो सभी प्रश्नों को टैग करने और व्यक्तिगत CO स्तर पर छात्रों के प्रदर्शन को रिकॉर्ड करने के साथ परीक्षा की स्थापना को केंद्रीय रूप से प्रबंधित करने के लिए आवश्यक होंगे यह इसी तरह से CIE में प्रदर्शन को एक उदाहरण में लिया गया है हमारे पास 1 असाइनमेंट और 2 परीक्षण हैं परीक्षण 1 तक हमने 4 CO कवर किए हैं और शेष 5 CO परीक्षण 2 में शामिल हैं और छात्रों का प्रदर्शन यहां है CO 1 से संबंधित CO के 2 अंक क्लास औसत 16 है CO 2 के संबंध में यह 2 में से 17 अंक है जैसे कि हम गणना करते हैं और अंत में हम क्षैतिज रूप से जोड़ देंगे यह कहते हुए कि प्रत्येक CO के संबंध में यह कक्षा का औसत प्रदर्शन है इसलिए जैसा कि आप देख सकते हैं कि जब आप CO 4 के साथ संयोजन करते हैं यदि आप 15 प्लस 2 लेते हैं जो 6 में से 35 है तो यह 70 प्रतिशत क्लास औसत प्रदर्शन है हालांकि यह बहुत विस्तृत और जटिल लग रहा है लेकिन एक बार जब आप इसकी आदत डाल लेते हैं तो यह बहुत सरल है आप CIE प्रदर्शन को SEE प्रदर्शन के साथ जोड़ते हैं SEE प्रदर्शन जैसा कि विवरण उपलब्ध नहीं है आप कक्षा औसत अंक लेते हैं और विचार करते हैं कि सभी COs एक ही से प्राप्त होते हैं हां यह बहुत संतोषजनक स्थिति नहीं है लेकिन यही सब कुछ हमारे पास है हम मानते हैं कि छात्र का प्रदर्शन सभी CO के क्लास औसत के बराबर है और हम वही नंबर 55 लेते हैं जो हमें मिला था और अब आप इन दोनों को उस प्रतिशत महत्व के आधार पर जोड़ते हैं जो आपके पास है हमारे पास CIE के लिए 25 प्रतिशत और SEE के लिए 75 प्रतिशत है और आप दोनों को मिलाते हैं और कतार का निर्माण करते हैं जहाँ डायरेक्ट CO अटेनमेंट होती है गणना यदि आपने एक्जिट सर्वे किया है और आपको छात्रों से कुछ फीडबैक मिला है जिसे फिर से सेमेस्टर के अंत में छात्रों द्वारा बताए गए प्रदर्शन में अनुवादित किया जाता है और हम उस प्रतिशत को जोड़ते हैं तीसरे कतार में इनडायरेक्ट अटेनमेंट रूप से अब इन दोनों को संयुक्त किया जाता है डायरेक्ट अटेनमेंट के लिए 90 प्रतिशत और इनडायरेक्ट अटेनमेंट के लिए 10 प्रतिशत हम दोनों को मिलाते हैं और अंत में CO अटेनमेंट करते हैं हमने पहले ही प्रत्येक CO के लिए टारगेट का चयन कर लिया है जो अंतिम लेकिन एक कतार में प्रस्तुत किया गया है और दोनों के बीच अंतर CO अटेनमेंट गैप है उदाहरण के लिए CO1 टारगेट 55 है लेकिन वास्तव में अटेनमेंट 6263 है इसका मतलब है मैंने टारगेट को 7 प्रतिशत से अधिक कर दिया है इसलिए हम इसे माइनस 763 के रूप में दिखाते हैं जहां कभी हम टारगेट से अधिक होते हैं हम एक निगेटिव संकेत के साथ दिखाएंगे CO 7 और CO 8 टारगेट बहुत अधिक हैं और अटेनमेंट गैप 12 प्रतिशत 11 प्रतिशत इत्यादि है एक को दूसरे दशमलव स्थानों या पहले दशमलव स्थानों के बारे में बहुत चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कुछ संगणना की जाती है वास्तव में आप इसे केवल दो पूर्णांकों तक भी राउंड ऑफ कर सकते हैं पूरी तरह से इसके बारे में कोई समस्या नहीं हैं CO1 यदि आप CO के टारगेट को 55 लेते हैं तो CO अटेनमेंट गैप माइनस 763 है आपने टारगेट को पार कर लिया है इसलिए मैं टारगेट को बढ़ाकर 65 प्रतिशत तक बढ़ाता हूं CO2 के साथ भी इसी तरह टारगेट 60 है गैप माइनस 325 है यहां भी मैं टारगेट को 65 तक बढ़ाता हूं अब CO3 का गैप 35 है अब शिक्षक को यह देखना होगा कि उसने CO3 विषय में कक्षा के साथ क्या किया है उसके क्या अनुभव रहे हैं इसके आधार पर आपको गैप को बंद करने के लिए एक योजना बनानी होगी ये केवल नमूने हैं प्रत्येक 15 मिनट के दो और वीडियो प्रस्तुत करें उस के लिए एक लिंक प्रदान करके या तो आप कक्षा में उपस्थित हों या छात्रों को इस 15 मिनट के वीडियो या ऐसी किसी अन्य गतिविधि पर एक नज़र डालने के लिए कहें इसलिए जो कुछ भी आप उन विशिष्ट गतिविधियों को करना चाहते हैं उन्हें यहां दर्ज करना होगा CO5 के मामले में यह गैप 35 है कि आप सोचते हैं कि समूह चर्चा आयोजित करने से मैं प्रदर्शन में सुधार कर सकता हूं या आप CO8 को लेते हैं तो गैप 1125 है और यहां 20 मिनट की मल्टीमीडिया सामग्री प्रस्तुत की जाती है फिर से कुछ लिंक प्रदान करते हैं या CO 9 के संबंध में मैं न केवल मल्टीमीडिया सामग्री प्रस्तुत करता हूं बल्कि मैं समूह चर्चा भी आयोजित करता हूं बेशक यहां हमने नमूने दिए हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हर जगह के लिए एक गैप है और आपको इस विधि पर चलना होगा यह विषय की प्रकृति पर निर्भर करता है और यह भी कि शिक्षक को इस बारे में क्या लगता है कि ऐसा गैप क्यों है स्वायत्त संस्थानों में जहाँ विभाग के पास सभी असेसमेंट इंस्ट्रूमेंट में सभी असेसमेंट आइटम्स के लिए प्राप्त सभी अंकों तक पहुँच होगी उनकी सीमा तक आपको SEE के संबंध में एक नंबर का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है आप छात्रों द्वारा प्राप्त की गई सटीक संख्याओं का उपयोग कर सकते हैं अब जैसा कि मैंने कहा कि यह थोड़ा गड़बड़ है लेकिन शिक्षक कॉग्निटिव स्तर अंक और CO के साथ हर एसेसमेंट आइटम को टैग करने के अलावा कुछ भी नहीं कर रहा है डेटा एकत्र करें और यह भी कि प्रत्येक एसेसमेंट आइटम के लिए छात्र ने जो भी अंक प्राप्त किए हैं अगर वह दर्ज किया गया है तो बाकी सब कुछ स्वचालित हो सकता है बस अभ्यास के लिए CO अटेनमेंट टारगेट निर्धारित करें CO अटेनमेंट की गणना करें और उस पाठ्यक्रम के लिए सीखने के सुधार की योजना बनाएं जिसके लिए आपके पास कोर्स आउटकम्स हैं जो भी पाठ्यक्रम आपने पहले की इकाइयों के तहत तैयार किया है आप उन कोर्स आउटकम्स का उपयोग करते हैं और काल्पनिक संख्याओं का उपयोग करते हैं यदि आपके पास वास्तविक डेटा तक पहुंच नहीं है एक सहकर्मी के साथ थोड़ा सा अभ्यास बस इस विशेष मुद्दे को सुलझाएगा अगले इकाई में हम POs और PSOs अटेनमेंट की गणना करेंगे क्योंकि अंत में आप को साबित करना है इन सभी पाठ्यक्रमों कि POs और PSOs कि अटेनमेंट कर रहा हूं जो मैंने चुने है और PO और PSO के आस पास क्वालिटी लूप को भी बंद करें